नमस्कार सभी को तो आज हम देखेंगे विभिन्न कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्निक्स क्लास में हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के 2 चरणों को देखा थाजिसका मतलब है कॉस्ट और बेनिफिट को पता करना और उसके बाद विभिन्न कॉस्ट और बेनिफिट का वर्गीकरण करना आज हम इसका तीसरा स्टेप देखेंगे जो है कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्निक चुनना एक उपयुक्त कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्निक को कैसे चुनते हैं चलिए अब हम देखते हैं कितनी अलग अलग कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्निक्स उपलब्ध है विभिन्न cost benefit इवैल्यूएशन टेक्निक्स उपलब्ध है जैसे कि नेट बेनिफिट या नेट प्रॉफिट एनालिसिस पेबैक पीरियड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ROI प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस नेट प्रेजेंट वैल्यू या NPV इंटरनल रेट आफ रिटर्न या IRR और ब्रेक इवन एनालिसिस और इसके अलावा और भी है चलिए अब हम इन कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्निक्सको एक के बाद एक देखते हैं पहले हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे नेट प्रॉफिट क्या होता है एक प्रोजेक्ट का नेट प्रॉफिट उस प्रोजेक्ट के जीवन के टोटल कॉस्ट और टोटल इनकम के बीच का अंतर होता है तो अब हमें पता करना है एक प्रोजेक्ट के जीवन काल में खर्च की गई टोटल कॉस्ट और प्राप्त की गई टोटल इनकम के बीच का अंतर अब हम एक छोटे उदाहरण के मदद से इसे देखेंगे तो अब हमने एक छोटा उदाहरण लिया है जहां पर सालाना कैश फ्लो दिया हुआ है हम पहले ही देख चुके हैं कि एक कैश फ्लो क्या होता है तो इस उदाहरण में आप यह कह सकते हो की साल 0 दिखाता है सिस्टम के ऑपरेशन के पहले की कॉस्ट तो सिस्टम के ऑपरेशन के पहले हमने साल 0 लिया था और यह कैश फ्लो सिस्टम के ऑपरेशन के पहले की कोस्ट को दिखाता है कैश फ्लो के बारे में हम कल ही बात कर चुके हैं वह इनकमलेस आउटगोइंग की वैल्यू होता है मेरा मतलब कैश फ्लो इनकम और एक्सपेंडिचर का अंतर इसलिए इनकम माइनस आउटगोइंग कैश फ्लो होता है एक एप्लीकेशन के जीवन काल में होने वाले सारे कैश फ्लोज की वैल्यू को हम नेट प्रॉफिट कहते हैं तो एक एप्लीकेशन के जीवन काल में कितने कैश फ्लोजहोते हैं तो हमने एक एप्लीकेशन के जीवन काल में होने वाले कैश फ्लोज की संख्या का पता लगा लिया है इस उदाहरण में हम देखेंगे की एक प्रोजेक्ट के 5 साल तक चलने की अपेक्षा है 0 साल में हमने उस पर 100000 लगाए यह हमने प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए लगाए हैं तू अभी हमें कोई रेवेन्यू नहीं मिला हैफिर यह पहले साल से यह रेवेन्यू देना चालू करता है और हम देख सकते हैं कि यह पहले साल में कुल 10000 देता है और 5 वे साल के अंत तक यह 100000 रिटर्न 100000 फायदा देता है और हम यह कह सकते हैं कि यह 5 वे साल में 100000 आय देता है तो नेट प्रॉफिट हमें तब मिलता है जब हम 0 से 5 साल तक सारे कैश फ्लोज को जमा करते हैं तो यहां आप बोल सकते हो कि इस उदाहरण में एक प्रोजेक्ट का नेट प्रॉफिट 5 साल के लिए 50000 डॉलर निकलता है इसलिए इस उदाहरण का प्रॉफिट 50000 है अब हम देखते हैं कि इस तकनीक की कमी क्या है कमी यह है कि यह कैश फ्लोज की टाइमिंग को नहीं गिनता है तो मनी की टाइम वैल्यू क्या है यह कैश फ्लोज की टाइमिंग पर ध्यान नहीं देता है यह इसकी एक कमी है कुछ क्लासेस में हम देखेंगे कि इस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं और किस तकनीक का इस्तेमाल करके कर सकते हैं अब हम जल्दी से एक दूसरा उदाहरण देखेंगे यहां आप देख सकते हो कि यहां चार प्रोजेक्ट दिखाए गए हैं हर प्रोजेक्ट के सालाना कैश फ्लोज दिखाए गए हैं और आखिरी रो में हम इसके बारे मैं बात कर चुके हैं आप देख सकते हैं कि हमने हर प्रोजेक्ट में कितने विभिन्न तरह के नेट प्रॉफिट के बारे में बात की है और प्रोजेक्ट 1 के लिए मैंने पहले ही पिछली स्लाइड में आपको दिखा दिया है प्रोजेक्ट 2 के लिए नेट प्रॉफिट फिर से 50000 आ रहा है आपको सारे कैश फ्लोज मिल जाएंगे आपको कुल नेट प्रॉफिट 100000 मिलेगा और इसी तरह कैश के लिए नेट प्रॉफिट प्रोजेक्ट 3 में 50000 और प्रोजेक्ट 4 के लिए नेट प्रॉफिट 75000 आ रहा है यहां आप आसानी से कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट 2 सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट देता है इसीलिए यह फायदेमंद रहेगा पर आप देखेंगे कि भले ही है मैक्सिमम नेट प्रॉफिट देता है पर शुरुआत में बहुत ज्यादा निवेश करने पर देखते हैं हर साल किस प्रोजेक्ट में हम कितना निवेश कर रहे हैं प्रोजेक्ट वन और प्रोजेक्ट टू में 100000 प्रोजेक्ट 4 में 120000 तो यहां पर हमने कितना निवेश कर लिया 1000000 किया तो शुरुआती निवेश 1000000 का है इसलिए भले ही यह सबसे ज्यादा फायदा देता है मगर ज्यादा निवेश के खर्चे पर है इस बात पर ध्यान देना होगा अगला है पेबैक पीरियड पेबैक पीरियड इस पर निर्भर करता है कि हमने शुरुआती निवेश को कितने समय में टोडा या पेबैक किया जो निवेश हमने पहले शुरुआत में खर्च किया था आप कब से शुरु कर रहे हैं और किस साल में वह राशि आपको वापस मिल रही है इसे पेबैक पीरियड कहते हैं यह वह समय है जब जो राशि हमने लगाई थी वह राशि जिस साल में हम वसूल कर पा रहे हैं और अतिरिक्त राशि भी उत्पन्न कर पा रहे है जितना हमें अतिरिक्त राशि मिलेगी उतना ज्यादा फायदा होगा तो उस साल को हम पेबैक पीरियड कहते हैं प्रोजेक्ट जो वांछित है जिस प्रोजेक्ट का सबसे छोटा पेबैक पीरियड होता है वह वांछित होता है उस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि मालिक उस समय को कम करना चाहता है जिस समय मैं प्रोजेक्ट कर्ज में हो तो आप चाहेंगे उस समय को कम करना क्योंकि हो सकता है कि वह यह शुरुआती निधि किसी बैंक से लोन लेकर लाया हो तो इस उदाहरण में आप देखेंगे पहले इसमें 100000 खर्च किए गए थे और आप देखेंगे पहले साल में उसको 10000 मिल रहे हैं फिर दूसरे साल में 10000 तीसरे साल में 10000 चौथी साल में 20000 तो इसका मतलब चौथे साल तक उसे 50000 मिल रहे हैं फिर पांचवी साल में उसे 100000 मिल रहे हैं इसका मतलब जो शुरुआत में 100000 उसने खर्च किए थे उसको पांचवे साल में मिल रहे हैं तो इस उदाहरण में पेबैक पीरियड 5 साल है इसी तरह पिछले उदाहरण की तरह हमारे पास 4 प्रोजेक्ट है आप उसका पेबैक पीरियड निकाल सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए मैंने पेबैक पीरियड बता दिया है जो कि 5 है प्रोजेक्ट 2 के लिए इसी तरह आप देख सकते हैं शुरुआत में 1000000 लगाए गए हैं और वह 5 साल बाद वसूल हो रहे हैं और प्रोजेक्ट 3 के लिए आप देखेंगे कि उसने शुरुआत में 100000 निवेश किए तो उसे मिल रहे हैं 30 से ज्यादा 30 60 30 90 और चौथे साल में उसको शुरुआती राशि मिल रही है जो किसने लगाई थी 100000 इसलिए प्रोजेक्ट 3 के लिए साल 4 पेबैक पीरियड है और प्रोजेक्ट 4 के लिए आप देख सकते हैं उसने शुरुआत में या संगठन में 120000 खर्च किए थे उसको यह मूल्य पहले साल में 30 दूसरे साल में 30000 अगले साल में 30000 और इसी तरह चौथे साल में उससे या संगठन को शुरुआती मूल्य 120000 मिल जाता है इसलिए 4 साल के अंत में प्रोजेक्ट को शुरुआती व्यय और शुरुआती खर्च मिल जाता है तो यहां देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट 3 में संगठन को असली या शुरुआती फंडिंग चौथे साल में मिलती है इसलिए हम प्रोजेक्ट 3 को सबसे ज्यादा फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट बोल सकते हैं अगर उसका पेबैक पीरियड देखा जाए तो अब आप इस तकनीक के लाभ देख सकते हैं पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने में आसान होता हैनहीं विशेष रुप से छोटी फोरकास्टिंग एरर्स के लिए संवेदनशील नहींपर इसकी कुछ कमियाँ होती है जैसे कि यह प्रोजेक्ट की ओवर ऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान नहीं देता है इसलिए पेबैक पीरियड के अनुसार हमने देखा कि प्रोजेक्ट 3 सबसे ज्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि 4 साल में उसने शुरुआती राशि वसूल कर लिया था आप देख सकते हैं की प्रॉफिट वहां ज्यादा है जहां नेट प्रॉफिट ज्यादा है जैसे कि प्रोजेक्ट 2 में वह 75 है इसलिए अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो प्रोजेक्ट 2 सबसे अच्छा होना चाहिए पर क्योंकि वह प्रोजेक्ट की ओवर ऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए प्रोजेक्ट 2 या प्रोजेक्ट 4 ज्यादा फ़ायदेमंद है अगर पेबैक पीरियड पर ध्यान ना दें इसलिए यह पेबैक पीरियड की एक कमी है चलिए अब हम अगला मैट्रिक देखते हैं अगला उपाय या अगली तकनीक जो कि ROI है जिसका मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है यह उपाय एक तरीका प्रदान करता है नेट प्रॉफिटेबिलिटी की तुलना इन्वेस्टमेंट पीरियड से करने का यह नेट प्रॉफिटेबिलिटी की तुलना इन्वेस्टमेंट पीरियड से करेगा किसी संगठन के लिए यह एक आसान तरीका प्रदान करता है रिटर्न ऑन कैपिटल उपाय को अभी कैलकुलेट करने के लिए तू यह तकनीक एक आसान तरीका प्रदान करती है कैलकुलेट करने के लिए मेजर ऑफ द रिटर्न खर्च किए हुए कैपिटल अमाउंट पर मैथमेटिकली हम ROI को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ROI Average annual profit X 100 Total investment तो अब हम ROI को परसेंटेज में दर्शाते हैं तो अगर अब हम पिछला प्रोजेक्ट देखेंगे प्रोजेक्ट 1 तो यहां आप देखेंगे नेट प्रॉफिट 50000 आएगा 5 साल की अवधि में एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा एवरेज प्रॉफिट 50000 को 5 से भाग देने पर आएगा क्योंकि यह 5 साल में हो रहा है इसलिए एवरेज प्रॉफिट 10000 आएगा तो ROI 10000 कंप्यूट होगा टोटल इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो आपने पहले देखा था शुरुआत में किसानों ने 100000 खर्च किए थे इसलिए 10000 बाय 1 लाख गुना 100 करेंगे तो 10 परसेंट आएगा प्रोजेक्ट 1 के लिए ROI 10 परसेंटआ रहा है ऐसे ही आप ROI कंप्यूटकर सकते हैं दूसरे प्रोजेक्ट के लिए जहां प्रोजेक्ट 2 के लिए वह 2 परसेंटआ रहा है प्रोजेक्ट 3 के लिए 10 परसेंटऔर प्रोजेक्ट 4 के लिए 125 परसेंट और उसका उद्देश्य यह है कि कौन से प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी जाएगी जिस प्रोजेक्ट का ROI सबसे ज्यादा है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए आगे हम देखते हैं कि ROI की क्या कमियाँ है लाभदायक नेट प्रॉफिटेबिलिटी की तरह ROI भी कैश फ्लोज के टाइमिंग पर विचार नहीं करता है हम पहले ही देख चुके हैं की नेट प्रॉफिटेबिलिटी तरीका या नेट बेनिफिट तरीका कैश फ्लो के टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखता है इसी तरह ROI भी कैश फ्लोज के टाइमिंग का ध्यान नहीं रखता है उसका इंटरेस्ट रेट से भी कोई संबंध नहीं है जो कि बैंक चार्ज करता है अलग अलग बैंक अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट से कोई संबंध नहीं होता है जो बैंक चार्ज करते हैं और वह कैश फ्लो के टाइमिंग को भी ध्यान में नहीं रखता है इसलिए यह तरीका संभवतः भ्रम में डाल सकता है या नहीं भी डाल सकता है अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका देखेंगे जिसे प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस कहते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस क्या होता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यह बहुत कठिन हो जाता है कि आज की कॉस्ट क्या है और कल के लाभ क्या रहेंगे जिसका मतलब है आज जो हम निवेश करेंगे और कल जो हमें लाभ मिलेगा उसकी तुलना करना बहुत कठिन है इसी तरह इंटरेस्ट रेट के लिए जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो वह देता है इन्फ्लेशन और दूसरे फैक्टर्स जो कि निवेश के मूल्य को बदल सकते हैं इसलिए हमें प्रेजेंट वैल्यू का पता होना चाहिए इसलिए हमें अपने पास प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस रखना चाहिए उस निवेश के लिए जो हम कर रहे हैं या जो लाभ हमें मिलेगा उसके लिए इसलिए प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस ऊपर दी गई समस्याओं को नियंत्रण में रखती है जिसका मतलब है आज की कोस्ट को कल के लाभ से कैसे तुलना करें इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन और दूसरे फैक्टर्स को कैसे ध्यान में रखें जोकि निवेश के मूल्य को बदल सकते है इसलिए प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस करेंगे वह ऊपर दिए हुए समस्याओं को नियंत्रण में रखेगा की आज के मूल्य पर कॉस्ट और बेनिफिट को कैसे कैलकुलेट करना है साथ ही आज के धन मूल्य निवेश के लिए और उनकी तुलना भी करेगा दूसरे विकल्पों से डिस्काउंट रेटप्रेजेंट वैल्यू कंप्यूटकरने के लिए बहुत ही नाजुक फैक्टर है इसलिए जब हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे जरूरी फैक्टर जिसको डिस्काउंट रेटबोलते हैं उसे भी ध्यान रखें रखेंगे इसलिए प्रेजेंट वैल्यू के लिए एक फैक्टर को कंप्यूटकरना पड़ेगा जिसको डिस्काउंट फैक्टर बोलते हैं यह डिस्काउंट फैक्टर डिस्काउंट रेटपर आधारित है इसलिए प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूटकरने के लिए एक बहुत ही नाजुक फैक्टर है डिस्काउंट रेट जोकि फॉरगॉन अमाउंट के बराबर है जो धन कमाया जा सकता है अगर वह दूसरे प्रोजेक्ट पर निवेश किया गया हो अगर वह धन किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर लगाया गया हो तो फॉरगॉन अमाउंट क्या होगा इसलिए डिस्काउंट रेटफॉरगॉन अमाउंट के बराबर है जोकि वह धन होता है जो हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर निवेश करने से कमा सकते हैं दूसरे शब्दों में डिस्काउंट रेटको हम एनुअल रेट कह सकते हैं जिससे हम भविष्य की कमाई को डिस्काउंट करेंगे मैथमेटिकली डिस्काउंट फैक्टर को इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं जहां r डिस्काउंट रेटके बराबर है और t नंबर ऑफ इयर्स के बराबर है जिससे भविष्य में कैश फ्लो होगा तो इस आसान फार्मूले का उपयोग करके हम डिस्काउंट फैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए अब हम देखते हैं हम डिस्काउंट फैक्टर का पता लगाएंगे कुछ परसेंटडिस्काउंट रेट्स के लिए और विभिन्न इयर्सके लिए अगर हम डिस्काउंट रेटलेते हैं 10 से 10 परसेंटया फिर इंटरेस्ट रेट लेते हैं 10 परसेंटऔर 1 ईयर 1 साल के पीरियड के लिए तो फिर डिस्काउंट फैक्टर बराबर होगा 1 बाय 1 प्लस 010 की पावर 1 इसलिए यह बन जाता है 09091 और इसी तरह 10 परसेंटके केस में रिटर्न 2 इयर्सका डिस्काउंट फैक्टर बन जाता है 1 बाय 110 और मुझे लगता है कि यहां पर फार्मूले में कुछ गलती है 1 प्लस r की पावर t तो यहां ऐसे होना चाहिए 1 बाय 1 प्लस 010 की पावर 2 तो यहां कुछ छोटी सी गलती है इसको होना चाहिए 1 बाय 1 प्लस 010 की पावर 2 तो यह होगा 08294 के बराबर इसी तरह हम किसी भी दिए हुए साल के लिए डिस्काउंट फैक्टर और डिस्काउंट रेटनिकाल सकते हैं तो हमने आपको एक टेबल दी हुई है जो आपको मदद करेगा प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूटकरने में तो यहां एक टेबल है जिसमें हमने आपको डिस्काउंट वैल्यू दिए हुए हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि डिस्काउंट वैल्यू या फिर डिस्काउंट फैक्टर अलग अलग ईयर्स के लिए और अलग अलग डिस्काउंट रेटलिए हैं जैसे 5 परसेंट 6 परसेंट8 परसेंट 10 परसेंट12 परसेंट 15 परसेंटऔर अलग अलग साल जैसे 1 से 10 और 15 20 25 तक डिस्काउंट फैक्टर क्या हो सकता है अलग अलग डिस्काउंट रेटऔर अलग अलग इयर्सऔर नंबर ऑफ इयर्स इसमें दिखाए गए हैं यह आपको मदद करेगा प्रेजेंट वैल्यू को सॉल्व या फाइंड करने में नेट प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर तो हम जल्दी से छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं मान लो यहां पर 3000 डॉलर निवेश करने हैं एक प्रोजेक्ट में और एवरेज एनुअल बेनिफिट 1500 डॉलर आना चाहिए 4 साल के लिए प्रोजेक्ट के जीवन काल में निवेश आज करना है कृपया देखें की निवेश आज होगा और उसके बेनिफिट भविष्य में आने की अपेक्षा है इसलिए हम तुलना करेंगे प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू से जितना हमने आज खर्च किया है और भविष्य में हम कितना अपेक्षा कर रहे हैं हम तुलना करेंगे प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू से मनी की टाइम वैल्यू को मानते हुए जो हमने निवेश किया है तो इस बार मनी के टाइम वैल्यू को नेट प्रॉफिट और ROI में नहीं माना गया है तो यह एक समस्या है तो इस समस्या को समाधान प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस से होगा जितना अमाउंट आप आज निवेश करना चाहते हैं उसका पता हम उसके बेनिफिट से लगाते हैं जो कि एक दिए हुए पीरियडके अंत में मिलता है कृपया देखें प्रेजेंट वैल्यू को कैसे डिफाइन किया गया था जो अमाउंट हम आज निवेश करना चाहते हैं उसका पता कैसे लगाएंगे इसका पता हम लगा सकते हैं बेनिफिट्स से जो हमें मिलेगा किसी एक दिए हुए पीरियडया दिए हुए ईयर के अंत में तो जो अमाउंट हम आज निवेश करना चाहते हैं जिससे हम यह अपेक्षा कर रहे हैं कि बेनिफिट मिलेगा n इयर्सया n नंबर ऑफ इयर्स के बाद तो इस अमाउंट को हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट कहते हैं तो आप कैसे प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूटकर सकते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूटकर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला को इस्तेमाल करके फ्यूचर वैल्यू या बेनिफिट को हम ऐसे दर्शाते हैं जहां P फ्यूचर वैल्यू जिसका मतलब अगर फ्यूचर वैल्यू P मनी की प्रेजेंट वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट है r है डिस्काउंट रेटऔर t है नंबर ऑफ इयर्स भविष्य में जब कैश फ्लो होता है ऊपर दी गई इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको P की वैल्यू मिलेगी जो कि बराबर है P के जो कि बराबर है F बाय 1 प्लस r की पावर t जहां टर्म्स का सामान्य मतलब है अब हम एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे पिछले उदाहरण के ऊपर जो हम बोल रहे हैं की मान लो हमको 3000 रुपए निवेश करने हैं और एवरेज एनुअल बेनिफिट 1500 आ रहा है 4 इयर्सके लिए एक प्रोजेक्ट के जीवन काल में अब हम चाहते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूटकरना आप देख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू को इस तरह कंप्यूटकर सकते हैं तो 1500 डॉलर की प्रेजेंट वैल्यू 1500 निवेश किए 10 परसेंटइंटरेस्ट रेट पर 4th ईयर के अंत में तो प्रेजेंट वैल्यू आप देख सकते हैं 1500 है क्या 1500 एवरेज एनुअल बेनिफिट है हम अपेक्षा कर रहे थे की एवरेज एनुअल बेनिफिट 1500 आएगा 4 साल के लिए एक प्रोजेक्ट के जीवन काल में तो हम देख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी 1500 जो कि हम 4 साल के बाद पाएंगे 10 पॉइंट 10 परसेंटरेट पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं P बराबर है 1500 बाय 1 प्लस 010 की पावर 4 तो यह आएगा 102739 तो सचमुच इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है अगर हम निवेश करते हैं 102739 डॉलर आज 10 परसेंटइंटरेस्ट रेट पर तो हम अपेक्षा कर सकते हैं कि हमें 1500 डॉलर मिलेंगे 4 साल में जिसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है इस कैलकुलेशन को हम दिखा सकते हैं हर ईयर के लिए जहां एक अनुमानित बेनिफिट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद अब प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर एक दूसरा महत्वपूर्ण कांसेप्ट आप देखेंगे जिसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV इसका शार्ट फॉर्म है NPV NPV का मतलब है नेट प्रेजेंट वैल्यू तो NPV को कैसे डिफाइन करते हैं और और NPV क्या है वह क्या दर्शाता है NPV एक प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक है जोकि प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखता है और कैश फ्लो की टाइमिंग को भी ध्यान में रखता है जोकि प्रोड्यूस हुए हैं तो हम पहले ही पिछली तकनीकें देख चुके हैं जैसे कि नेट प्रॉफिट और ROI वह टाइमिंग वैल्यू को ध्यान में नहीं रखते हैं मगर NPV एक इवैल्यूएशन टेक्निक है जोकि एक प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो की टाइमिंग का भी ध्यान रखती है जो प्रड्यूस हुए हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैसे प्राप्त करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम प्राप्त कर सकते हैं हर कैश फ्लो को डिस्काउंट करके चाहे वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव क्योंकि आप जानते हैं शुरुआती खर्च क्योंकि हमने नेगेटिव वैल्यू दिखाए थे और फिर प्रॉफिट को हमने पॉजिटिव में दिखाया था या फिर इनकम को हमने पॉजिटिव वैल्यू में दिखाया था नेट प्रेजेंट वैल्यू प्राप्त की जा सकती है हर कैश फ्लो को डिस्काउंट करके और डिस्काउंटेड वैल्यूज को सम करके यहां पर हम एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे तो फिर से मैं प्रोजेक्ट 1 का NPV कैलकुलेट कर रहा हूं तो ईयर वाइज कैश वैल्यू दी हुई है डॉलर्स में फिर डिस्काउंट फैक्टर निकाला गया है टेबल का यूज करके मैंने यहां दिखाया है हम टेबल पहले ही देख चुके हैं डिस्काउंट फैक्टर हम पहले ही देख चुके हैं ईयर के लिए 5 परसेंटके रेट के लिए ईयर वन में यह डिस्काउंटेड फेक्टर है इसी तरह 10 के लिए आप देख सकते हैं ईयर 1 के लिए 10 के लिए डिस्काउंट फैक्टर है 09091 10 परसेंटरेट के लिए सेकंड ईयर के लिए यह डिस्काउंटेड फैक्टर है 08264 तो आप यह वैल्यू यहां सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं NPV वैल्यूज कंप्यूटकरने के लिए जो हमने यहां किया है तो अब देखते हैं मान लेते हैं 0th ईयर के लिए डिस्काउंट फैक्टर है 1 तो फिर हमको 1st ईयर के लिए डिस्काउंट फैक्टर कंप्यूटकरने के लिए वह फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा जो है 09091 2nd ईयर के लिए अलग सेकंड फैक्टर है 08264 और फिर हम इस डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे कैश फ्लो के साथ फिर हमें मिलेगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो तो हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लोपता करना है डिस्काउंट फैक्टर को कैश फ्लो के साथ मल्टीप्लाई करके हर साल के लिए हम डिस्काउंटेड कैश फ्लोनिकाल सकते हैं और आख़िरकार हमको एड करना पड़ेगा डिस्काउंटेड कैश फ्लोसारे पीरियड्स के लिए तो इससे आपको NPV मिलेगा तो फिर सारे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को चारों साल के लिए एड करने के बाद हमें मिलेगा NPV 618 के बराबर इस एग्जांपल के लिए 618 डॉलर 10 परसेंटडिस्काउंट रेटके लिए और 5 साल के पीरियडके लिए NPV आता है 618 डॉलर इसी तरह आप जो करते हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं NPV वैल्यू को प्रोजेक्ट के लिए 2nd 3rd और 4th प्रोजेक्ट के लिए और आप अनुमान लगा सकते हैं कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा पसंद किया जाना चाहिए सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा होगा कृपया इसे पता करें यह आपके लिए एक असाइनमेंट है तो अब देखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस कि क्या कमियाँ है NPV की प्रमुख कठिनाई है प्रोजेक्ट के बीच में तय करने के लिए या उचित डिस्काउंट रेटसिलेक्ट करना आप कैसे एक उचित डिस्काउंट रेटचुनेंगे 5 परसेंट 8 परसेंट10 परसेंटऔर 12 परसेंट इसलिए यह कठिनाई हो जाती है कि कैसे एक उचित डिस्काउंट रेटको तय किया जाए इसी तरह NPV को इस्तेमाल करके शायद हम सीधे तुलना नहीं कर पाए और अरनिंग की दूसरे निवेशकों से या फिर कॉस्ट ऑफ बौरोइंग कैपिटल से यह बहुत ही कठिन हो जाता है सीधे तुलना करना अर्निंग्स की दूसरे निवेशो से या फिर कॉस्ट ऑफ बौरोइंग कैपिटल यह कुछ कमियाँ है NPV तरीके की आगे हम एक नया तरीका देखेंगे जिसको IRR कहते हैं इसका मतलब है इंटरनल रेट आफ रिटर्न IRR प्रॉफिटेबिलिटी मेजर प्रदान करता है परसेंटेज रिटर्न में जिसकी हम सीधे सीधे तुलना कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट से IRR एक प्रॉफिटेबिलिटी मेजर प्रदान करता है और उसको हम परसेंटेज रिटर्न की तरह दर्शा सकते हैं और उसकी सीधे सीधे इंटरेस्ट रेट रेट से तुलना कर कर सकते हैं तो अगर मान लो एक प्रोजेक्ट 10 परसेंटकी एरर दिखाता है वह लायक होगा अगर हम कैपिटल को बोरो कर पाए 10 परसेंटसे कम में या फिर कैपिटल को निवेश ना किया जाए कहीं और 10 परसेंटसे ज्यादा रिटर्नके लिए तब हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट लायक है IRR को एक डिस्काउंट रेटकी तरह मान सकते हैं जो कि एक 0 का NPV प्रड्यूस करेगा एक प्रोजेक्ट के लिए IRR को हम अलग अलग निवेश के अवसरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको हमें स्प्रेडशीट की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कुछ फंक्शन प्रदान कर सकते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कुछ फंक्शंस प्रदान करता है जैसे कि IRR जोकि दो अरगुमेंट लेता है एक वैल्यू और एक इनिशियल गैस और शुरू में इनिशियल सीड वैल्यू इनपुट देते हैं और आखिरकर वह एक IRR रिटर्नकरता है आउटपुट में तो इसे इंटरनल रेट आफ रिटर्न कहते हैं जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है IRR की कुछ कमियाँ आगे दी गई है यह एक रिटर्नका एबसॉल्यूट साइज नहीं दिखाता है इसी तरह ऐसा हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट हो जिसका NPV हो 100000 और IRR हो 15 परसेंट और वह ज्यादा आकर्षक हो उस प्रोजेक्ट से जिसका NPV बस 10000 है और IRR 18 परसेंटजो कि हो सकता है कि IRR इस चीज की भविष्यवाणी नहीं कर पाए या उसे संभाल ना पाए कुछ स्थितियों में ऐसा संभव है कि हम एक से ज्यादा रेट पता कर पाए जो कि जीरो NPV प्रोड्यूस करें यह संभव है ऐसी दो रेट्स हो सकती हैं जो एक जैसा 0 NPV प्रोड्यूस करें ऐसे मामलो में हमें लोएस्ट वैल्यू लेना चाहिए और दूसरी वैल्यू को नज़रअंदाज़ करना चाहिए मेरा मतलब है दूसरी रेट्स अब हम आख़िरी तकनीक देखेंगे जिसको ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं या फिर पहले हम ब्रेक इवन एनालिसिस को 1 पॉइंट के अनुसार देखते हैं जिसको ब्रेक इवन प्वाइंट कहते हैं ब्रेक इवन को ऐसे पॉइंट पर डिफाइन करते हैं जहां पर कैंडिडेट की कॉस्ट या प्रपोज सिस्टम वर्तमान वाले के बराबर होते हैं तो मान लेते हैं एक मैनुअल सिस्टम रन हो रहा है प्रपोज सिस्टम एक ऑटोमेटिक सिस्टम है तो ब्रेक इवन प्वाइंट वह होता है जहां एक्जिस्टिंग सिस्टम और जहां एक्जिस्टिंग सिस्टम की कॉस्ट और पोस्ट सिस्टम पॉइंट की कॉस्ट बराबर हो इसीलिए यह पेबैक सिस्टम से अलग है जोकि कैंडिडेट सिस्टम के कॉस्ट और बेनिफिट की तुलना करता है मेरा मतलब प्रपोज सिस्टम मगर ब्रेक इवन एनालिसिस प्रपोज सिस्टम की कॉस्ट या कैंडिडेट सिस्टम और करंट सिस्टम की तुलना करता है इसलिए जब एक कैंडिडेट सिस्टम बनाया जाता है उसकी शुरुआती कीमत रिटर्नसे ज्यादा होती है मान लो करंट सिस्टम यह एक निवेश का पीरियडहोता है तो यह जाहिर है जब एक प्रपोज सिस्टम बनाते हैं तो आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है इसलिए इनिशियल कॉस्ट सामान्य रूप से करंट सिस्टम की कॉस्ट से ज्यादा होती है तो इस पीरियडको हम इन्वेस्टमेंट पीरियड कहते हैं जब प्रपोज सिस्टम की कॉस्ट और एक्जिस्टिंग सिस्टम की कॉस्ट बन जाती है उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन प्वाइंट कहते हैं और ब्रेक इवन प्वाइंट के बाद क्या होगा प्रपोज सिस्टम या फिर कैंडिडेट सिस्टम यह एक बेहतर तरीका प्रदान करेगा और प्रॉफिट पाएगा पुराने के मुकाबले या फिर मौजूदा के मुकाबले और इस पीरियडको हम कहते हैं रिटर्नपीरियड हम आपको दिखाएंगे यह एक उदाहरण की मदद से एक ग्राफ की मदद से आप देख सकते हैं x एक्सिस इसमें हमने लिया है प्रोसेसिंग वॉल्यूम y एक्सिस में प्रोसेसिंग कॉस्ट और आप देख सकते हैं इस लाइन को आप क्या टोटल देख सकते हैं देखिए आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप में यह लाइन करंट सिस्टम को दर्शाती है और यह लाइन यह भी दर्शाती है कि टोटल सिस्टम क्या होगा एक्जिस्टिंग सिस्टम या कैंडिडेट सिस्टम जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है शुरू में कि प्रपोज सिस्टम की कॉस्ट ज्यादा होगी और एक्जिस्टिंग सिस्टम यह लेगा क्योंकि वह रन हो रहा है इसलिए वह कम कॉस्ट लेगा मगर एक पॉइंट पर हम यह देखेंगे B प्राइम पॉइंट पर एक्जिस्टिंग सिस्टम की कॉस्ट और प्रपोज सिस्टम की कॉस्ट सीक्वेंस बन जाती है इसलिए बी प्राइम ब्रेक इवन प्वाइंट बन जाता है 65000 प्रोसेसिंग वॉल्यूम के आसपास इसके बाद दोनों कॉस्ट बराबर हो जाती हैं इस ब्रेक इवन प्वाइंट के बाद इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रपोज सिस्टम कम कॉस्ट ले रहा है और करंट सिस्टम ज्यादा कॉस्ट ले रहा है जिसका मतलब प्रपोज सिस्टम रिटर्नदेना चालू कर देता है प्रॉफिट देना चालू कर देता है इसलिए क्योंकि यहां प्रपोज सिस्टम ज्यादा कॉस्ट ले रहा है इस क्षेत्र को इन्वेस्टमेंट रेंज कहते हैं और ब्रेक इवन प्वाइंट के बाद करंट सिस्टम ज्यादा कॉस्ट लेता है और प्रपोज सिस्टम कम कॉस्ट लेता है और रिटर्नदेना चालू कर देता है और प्रॉफिट देना चालू कर देता है इसलिए इस चित्र को हम रिटर्नरेंज कहते हैं एक सकते हैं कि यह क्षेत्र इस पॉइंट को दर्शाता है जो दर्शाता है एक फिक्स्ड कॉस्ट जबकि यह हिस्सा दर्शाता है वेरिएबल कॉस्ट जिसका मतलब है ब्रेक इवन चार्ट जो कि मैंने पहले ही यहां समझा दिया है अब जो शेडेड क्षेत्र है वह इन्वेस्टमेंट पीरियडहै जो कि हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं यह इन्वेस्टमेंट पीरियड है और इन्वेस्टमेंट रेंज जबकि यह रिटर्न रेंज है और B प्राइम ब्रेक इवन पीरियड है या ब्रेक इवन प्वाइंट इसलिए ब्रेक इवन प्वाइंट बहुत ज्यादा मददगार है यह निश्चित करने में की हमारे लिए कौन सा प्रोजेक्ट लाभकारी रहेगा तो इस लेक्चर में हमने देखा अलग अलग कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्निक्स को अलग अलग उदाहरणों की मदद से और हमने यह भी विस्तार से बताया कि हर तकनीक के क्या लाभ है और क्या कमियाँ है और कौन सी तकनीक किन परिस्थितियों में उपयुक्त रहेंगी जो कि हम देख चुके हैं तो अगली क्लास में हम बाकी की दो स्टेप्स देखेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जो रिजल्ट की व्याख्या करेंगी और उसके लिए सही कदम उठाएंगी यह रेफरेंसेस है और अगली क्लास में हम बाकी की 2 स्टेप्स देखेंगे आपका बहुत धन्यवाद